पिछली क्लास में हमने सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड ईक्वेशन को देखा था और उसमें से एक प्रमुख बिंदु ये था कि हमने नोट किया कि संशोधित वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन क्रैक एक्सिस के साथ फ्रिंज ऑर्डर की भिन्नता की भविष्यवाणी नहीं करते हैं और यह वह विशेषता है जिसे आप एक वास्तविक प्रयोग में देखते हैं मैं इन फोटोइलास्टिक फ्रिंजों को काफी समय से दिखा रहा हूं मुझे यकीन है कि अब आप फ्रिंज कन्ट्योर को आँकना में बहुत परिचित हो गए होंगे तो आपके पास यहाँ क्या है यह क्रैक है और आपके पास फ्रिंज हैं जो आगे की ओर झुके हुए हैं जैसे जैसे आप करीब जाते हैं फ्रिंज लगभग सीधे हो जाते हैं और क्रैक की धुरी के साथ आपको फ्रंटल लूप मिलते हैं तो विचार यह है हालांकि हम चाहते हैं कि टाउ xy क्रैक एक्सिस के साथ जीरो हो हम पाते हैं कि संशोधित वेस्टरगार्ड समीकरण अधिकतम शियर स्ट्रेस की भिन्नता प्रदान नहीं करते हैं एक वास्तविक प्रयोग में आप फ्रिंज लूप पाते हैं और वे क्रैक एक्सिस के साथ अधिकतम शियर स्ट्रेस के उतार चढ़ाव की क्रैक के अनुरूप होते हैं तुम्हें पता है यह बहुत ही असामान्य है फ्रैक्चर की समस्याओं के मामले में वे मूल स्ट्रेस फंक्शन पर ही सवाल उठाते हैं सॉलिड मैकेनिक्स की किसी भी समस्या में जिस क्षण आपको एक स्ट्रेस फंक्शन मिलता है आप बस स्ट्रेस का मूल्यांकन करने और फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए जाते हैं आप कभी भी पीछे नहीं जाते हैं और फिर सवाल करते हैं कि क्या स्ट्रेस फंक्शन काफी अच्छा था लेकिन फ्रैक्चर की समस्याओं के मामले में हम जो एक ख़ासियत पाते हैं वह यह है कि मूल समाधान बुरा नहीं था केवल एक चीज है मूल स्ट्रेस फंक्शन अपर्याप्त था यह फ्रिंज पैटर्न की सबसे सामान्य विशेषता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं था फिर भी यह क्रैक के आसपास में क्या होता है इससे संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों को पकड़ने में सक्षम था देखिए वेस्टगार्ड ने जो कुछ भी किया वह गलत था आपको रियायत नहीं देनी चाहिए ऐसी बात नहीं है समस्या इतनी जटिल है कि आप इसके कुछ पहलू को समझने में सक्षम हैं और अगर आप समस्या की गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से देखना होगा और पता लगाना होगा कि समाधान को कितनी अच्छी तरह सुधारा जा सकता है और प्रमुख टिप्पणियों में से एक फोटोइलास्टिक प्रयोग द्वारा प्रदान किया गया था और हम क्या करेंगे हमने इस बारे में कुछ चर्चा की कि क्या हमें प्राप्त स्ट्रेस फंक्शन या स्ट्रेस क्षेत्र जो हमें स्ट्रेस फंक्शन से मिला है एक युनिएक्सिअल क्षेत्र या बाइएक्सिअल क्षेत्र के लिए मान्य है हमने इस तरह की चर्चा की अब हम क्या करेंगे हम यह अच्छी तरह से समझते हैं कि सिंगुलर समाधान द्वारा निकटवर्ती क्षेत्र का उचित रूप से ध्यान रखा जाता है अब हम फ्रिंज पैटर्न की जोमेट्री की तुलना करके देखेंगे जब हम वेस्टरगार्ड इरविन और सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड ईक्वेशन से जाते हैं तो यह किस तरह से प्रयोगात्मक डेटा को सुधारने संसाधित करने में सहायता करता है हम उस पर एक अलग नजर डालेंगे और सैनफोर्ड ने क्या किया उन्होंने एक स्ट्रेस फंक्शन Y z पेश किया और एयरी के स्ट्रेस फंक्शन को ReZyImZyImY और Yf Y को साई और ची के फ़ंक्शन के रूप में दिया जाता है सैनफोर्ड ने उचित ठहराया कि एक अतिरिक्त स्ट्रेस फ़ंक्शन की भूमिका आवश्यक है क्योंकि यदि आप कोलोसोव मुस्केलिशविली सूत्रीकरण को देखते हैं तो सामान्य रूप से किसी भी एयरी के स्ट्रेस फंक्शन को उपयुक्त संयोजनों में दो विश्लेषणात्मक फंक्शन के रूप में दिया जाता है तो उस तर्क से वह यह सही ठहराने में सक्षम था कि हमें अतिरिक्त स्ट्रेस फ़ंक्शन Y की आवश्यकता क्यों है और हम देखेंगे कि इसका क्या निहितार्थ था और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सबसे सामान्य स्थिति में आप किस प्रकार के फ्रिंज पैटर्न का सामना करते हैं फॉर्म्स ऑफ़ Z एंड Y और आप वेस्टरगार्ड ईक्वेशन समाधान के रूप में क्या देखते हैं जेनेरिक फार्मूलेशन में यदि आप Y से 0 के काल्पनिक भाग को y0 पर लेते हैं तो आपको कन्वेंशनल वेस्टरगार्ड समाधान मिलता है और हमने पहले ही देख लिया था जब हमने फ्रिंज पैटर्न को प्लॉट किया तो फ्रिंज x एक्सिस के साथ साथ y एक्सिस के बारे में सीमेट्रिकल थीं इसका मतलब है कि फ्रिंज सीधे थे देखें क्रैक टिप के बहुत करीब आपके पास प्लास्टिक डीफॉर्मेशन है इसे मॉडल करने के लिए कोई गणितीय ईक्वेशन उपलब्ध नहीं है इसलिए आप उस क्षेत्र में डेटा एकत्र नहीं कर सकते किसी प्रयोग में डेटा एकत्र करने का एकमात्र तरीका है इस जोन से दुरी है इस क्षेत्र से दूर मेरे पास एकत्र करने के लिए पर्याप्त डेटा पॉइंट्स होने चाहिए तो वेस्टरगार्ड ईक्वेशन को देखने का एक तरीका यह है कि यह आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसिंग के लिए बहुत कम डेटा प्रदान करता है क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं फ्रिंज प्रमुख रूप से आगे की ओर झुके हुए होते हैं और आप पाते हैं कि सीधी फ्रिंज फ्रिंज पैटर्न के बहुत करीब है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या यह क्रैक टिप के बहुत करीब है ताकि प्लास्टिक विरूपण प्रभावित कर सके तो आपको उस अनइल्यास्टिक डेफोर्मेशन क्षेत्र को बाहर करना होगा और आपको उस सिंगुलरिटी डोमिनेटेड क्षेत्र में रहना होगा और मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि सिंगुलरिटी डोमिनेटेड क्षेत्र का आकार और आकृति समस्या पर निर्भर है लेकिन आपके पास एक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि यह ईक्वेशन किस तरह से प्रायोगिक दृष्टिकोण से मान्य हो सकता है आप केवल क्रैक टिप के करीब एक बहुत छोटे क्षेत्र में डेटा एकत्र करने में सक्षम हैं दूसरी ओर वेस्टरगार्ड सामान्यीकृत फॉर्मूलेशन में यदि आप Y को वास्तविक स्थिरांक के रूप में सेट करते हैं और YA लेते है तो 2Z A हुआ आपको वेस्टरगार्ड इक्वेशन का इरविन मॉडिफिकेशन मिलता है और इसमें हमने क्या देखा यह प्रमुख रूप से फ्रिंजों के आगे के झुकाव या फ्रिंजों के पीछे का झुकाव को दिखाता है जिस तरह से आप सिग्मा नॉट x का साइन लेते हैं यह छोटी क्रैक को मॉडल करता है SEN नमूने के मामले में यह आगे की ओर झुका हुआ है RDCB नमूने के मामले में यह पीछे की ओर झुका हुआ है तो आपको यह समझना होगा कि प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से यह आपको डेटा एकत्र करने के लिए थोड़ा और क्षेत्र प्रदान करता है यह भी अध्ययन हैं कि थीटा m की सीमा क्या होनी चाहिए और क्रैक की लंबाई के संबंध में दूरी r की सीमा क्या होनी चाहिए जब आप डेटा एकत्र करते हैं तो K और सिग्मा नॉट x का मूल्यांकन प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से मान्य होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अलोंग दी क्रैक एक्सिस तो आपको जो देखना होगा वह यह है कि इरविन के सूत्रीकरण पर जाकर हम प्रयोग में डेटा संग्रह के क्षेत्र को बड़ा करने में सक्षम हैं और अंत में सैनफोर्ड ने जो बताया वह था आपको y से 0 का केवल काल्पनिक भाग सुनिश्चित करना होगा यदि आप 2Z Yऔर आपको वेस्टरगार्ड समीकरणों का सबसे सामान्य रूप मिलता है और यह क्रैक एक्सिस के साथ फ्रिंज ऑर्डर की भिन्नता को भी मॉडल करता है कोलोसोव मुस्केलिशविली मार्ग से आने के बजाय मैं ईक्वेशन के इन सेट्स को सीधे उचित रूप से डिफ्रेंशिएट करके भी प्राप्त कर सकते थे मेरे पास एरी स्ट्रेस फंक्शन है उपयुक्तता को डिफ्रेंशिएट करके मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा यहाँ तक आप सब इसे पिछले क्लास में लिख चुके हैं अब हम आगे बढ़ेंगे Y और Z का रूप क्या है Z और Y को इस रूप में लिया जाता है इस पोलीनोमिअल सीरीज को देखें मेरे पास Z के रूप में ZjojC2jZ j 12 है और यह बहुत कुछ वैसा ही है यदि आप पहले पद को देखें तो यह आपके सिंगुलर समाधान के अलावा और कुछ नहीं है आपके पास z पावर माइनस हाफ होगा यानी इसमें √r सिंगुलैरिटी एम्बेडेड होगी और आपके पास हायर ऑर्डर टर्म्स है यदि आप टाडा पेरिस और इरविन द्वारा किए गए संशोधन को देखें यह उससे बहुत मिलता जुलता होगा बिल्कुल वैसा ही नहीं लेकिन बहुत हद तक उससे मिलता जुलता लेकिन केवल Z को एक सीरीज के रूप में लेने से या तो फ्रिंज लूप का आगे का झुकाव या क्रैक के आगे फ्रिंज लूप नहीं मिलेगा न तो आगे झुका हुआ लूप और न ही क्रैक के आगे का फ्रिंज लूप इसे प्राप्त कर पाएगा सैनफोर्ड ने बताया कि आपको आवश्यक रूप से एक फ़ंक्शन Y z लाने की आवश्यकता है यह भी एक सीरीज रूप में दिया गया है इसे Yj0jC2j1Z j के रूप में दिया जाता है इसलिए यदि आप पहले टर्म को देखें तो यह आपके सिग्मा नॉट x जैसा होगा और आपके पास हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे Z फ़ंक्शन के मामले में आपको क्या मिलता है पहला पद सिंगुलर टर्म है फिर आपके पास हायर ऑर्डर टर्म्स हैं इसलिए यदि आपके पास इस तरह से परिभाषित स्ट्रेस फंक्शन हैं और साथ ही साथ Z के साथ साथ Y भी ले रहे हैं तो सैनफोर्ड इस तरह के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन दिखाने में सक्षम था आपके पास Yj0jC2j1Z j है और जब आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन होती है तो यह क्रैक एक्सिस के साथ फ्रिंज ऑर्डर की भिन्नता का पूर्वानुमान करता है वास्तव में बाद में एक कक्षा में मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक मल्टी पैरामीटर समाधान लेने से प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त पैटर्न की सभी फ्रिंज विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है तो आप यहाँ क्या पाते हैं जब आप Z के साथ साथ Y को भी लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि y 0 पर Y का काल्पनिक भाग 0 है तो आप क्रैक एक्सिस के साथ 0 के बराबर शियर स्ट्रेस 𝜏 xy को संतुष्ट करते हैं इसी समय क्रैक एक्सिस के साथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भिन्न होता है तो केवल इस संभावना से मैंने कहा कि कन्वेंशनल वेस्टरगार्ड समाधान अपर्याप्त था यह गलत नहीं है एक प्रयोग में आपने जो देखा वह सभी विशेषताओं का को दर्शाने के लिए अपर्याप्त था और एक और बात यह है कि आपको ध्यान रखना होगा हमने कुछ चर्चा की थी कि क्या वेस्टरगार्ड समाधान बायएक्सियल स्ट्रेस क्षेत्र या युनिएक्सिअल स्ट्रेस क्षेत्र के लिए मान्य है फिर हमने एक अंदाज में बहस की अब आपको जो ध्यान रखना होगा वह यह है कि किसी भी समस्या के लिए आपको मल्टी पैरामीटर समाधान के लिए जाना होगा युनिएक्सिअल और बायएक्सियल की चर्चा हमें आगे नहीं ले जाने वाली है क्योंकि क्रैक टिप पर जो तय किया गया है वह यह है कि क्रैक फेसेस एक दूसरे के सापेक्ष कैसे विस्थापित होते हैं यही यह निर्धारित कर रहा है कि आपके पास मोड I मोड II मोड III या मोड I मोड II मोड III का संयोजन है या नहीं इसलिए सैनफोर्ड के दृष्टिकोण की सफलता स्ट्रेस फंक्शन Y में लाकर और Z और Y दोनों को सीरीज फंक्शन के रूप में लेकर वह 𝜏 max के लिए विश्लेषणात्मक रूप से एक एक्सप्रेशन प्राप्त करने में सक्षम था जो क्रैक एक्सिस के साथ बदलता रहता है सीरीज स्ट्रेस फील्ड अब आप स्ट्रेस्सेस के लिए एक्सप्रेशन्स भी प्राप्त कर सकते हैं कृपया इसे लिख लें अगली दो कक्षाओं में आपको दीर्घ एक्सप्रेशन्स लिखने हैं ये रिसर्च पेपर्स से निकाले गए हैं और इनमें से कुछ विशेष रूप से मेरे छात्रों द्वारा तैयार किए गए हैं आप उन्हें प्रकाशित साहित्य में नहीं पा सकते हैं और जब आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे तो आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होंगे सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड ईक्वेशन से आपको xj0jC2jr j 12cosj 12 sinj 32sinj0jC2j1 jrj sinsin2cosjj आपके पास y के लिए एक एक्सप्रेशन्स है मैं इसे आपके लिए भी पढ़ूंगा मेरे पास yj0jC2jj 12r j 12cosj 12 sinj 32sinj0jC2j1 jrjsinsinj 1 मुझे यकीन है कि आप पाएंगे कि ये एक्सप्रेशन्स बहुत ही भद्दे हैं वास्तव में ऐसा है जब आपके पास स्ट्रेस फंक्शन्स का इतना कॉम्प्लेक्स सेट होता है तो अंतिम एक्सप्रेशन्स भद्दे होंगे और संभवत अगली कक्षा तक हमारे पास मल्टी पैरामीटर स्ट्रेस फील्ड के लिए एक सहज एक्सप्रेशन होगा हम उस पर भी जाएंगे लेकिन उस पर जाने से पहले हम देखेंगे कि सैनफोर्ड द्वारा अपने सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरणों के माध्यम से प्राप्त स्ट्रेस क्षेत्र क्या था अब हम जानेंगे कि शियर स्ट्रेस xy क्या है यह xy j0jC2jj 12rj 12cosj 32sin j0jC2j1jrjcosj 1sinsinjj और आप जानते हैं आपके पास दिखाए गए पूर्ण एक्सप्रेशन भी होंगे इसलिए यदि आपने कोई टाइपोग्राफ़िकल एरर की है तो आप उन पर फिर से विचार कर सकते हैं और उपयुक्त परिवर्तन कर सकते हैं तो अब मेरे पास ये सीरीज फंक्शन्स के रूप में हैं और यदि आप टर्म्स को ध्यान से अलग करते हैं तो इसमें सिंगुलर टर्म है जैसे आपके पास वेस्टरगार्ड में है और साथ ही आपके पास हायर ऑर्डर टर्म्स हैं और यह प्रश्न बना रहता है कि किसी समस्या के प्रतिरूपण के लिए कितने हायर ऑर्डर टर्म्स की आवश्यकता है यह फिर से समस्या पर निर्भर है विलियम आईगेन फंक्शन अप्प्रोच यहां सफलता यह है कि आप एक सीरीज समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं जो क्रैक एक्सिस के साथ अधिकतम शियर स्ट्रेस की भिन्नता को बताता है और यह कॉप्लेक्स डोमेन में किया जाता है आप जानते हैं यह वेस्टरगार्ड समाधान 1939 में दिया गया था और सैनफोर्ड का संशोधन 1979 में आया था विलियम के द्वारा आपके पास एक और दृष्टिकोण था यह 1957 में था और उन्होंने समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखा वास्तव में उन्होंने एक वेज माना उन्होंने इस तरह की एक वेज पर विचार किया जिसकी सतह मुक्त है और इसमें रिमोट लोडिंग थी मान लीजिए मैं वेज को इस तरह से देखता हूं मैं इस तरह से कोण बनाता हूं जितना संभव हो उतना बड़ा करता हूं जब मैं 𝜶1800 और 𝜶 1800 कर देता हूं तो यह एक क्रैक बन जाता है तो उसने जो विश्लेषण किया वह था वह एक वेज समस्या का विश्लेषण करना चाहता था यह वह है जिसे उन्होंने 1952 में प्रकाशित किया था जिसे बाद में 1957 में एक पेपर में क्रैक की समस्याओं के लिए संशोधित किया गया था और उन्होंने क्या लिया उन्होंने क्रैक वाली सतहों को लिया जो मुक्त हैं अनलोडेड क्रैक सतह और उन्होंने पोलर कोऑर्डिनटस से समस्या का सामना किया और इसके लिए उन्होंने स्ट्रेस फंक्शन क्या लिया था उन्होंने 𝜭 के फंक्शन से r के फंक्शन को मल्टीप्लय किया है तो r1f दिया जाता है तो हमें यह पता लगाना होगा कि f क्या है और का मान क्या है और इसे विलियम के आईगेन फंक्शन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है तो आपके पास क्या है आपके पास ƛ है जिसे आईगेन वैल्यू के रूप में जाना जाता है और इनमें से प्रत्येक ƛ के लिए आपके पास एक समान फंक्शन होगा इसे आईगेन फंक्शन कहते हैं तो इन सभी समस्याओं में आप जानते हैं कि आप कक्षा में क्या कर सकते हैं सीमा शर्त लिखना और हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम इस समस्या को पोलर कोऑर्डिनेट्स में हल करने जा रहे हैं तो मैं अनिवार्य रूप से पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और r का मूल्यांकन कर रहा हूं तो मेरे पास r के लिए एक्सप्रेशन होगी जिसे r और 𝜭 के संदर्भ में व्यक्त किया जाएगा इस तरह हम हमेशा देखते रहे हैं केवल वेस्टरगार्ड समाधान में हमारे पास कार्टेशियन स्ट्रेस कंपोनेंट्स थे उन्हें r और 𝜭 के रूप में व्यक्त किया जाता है लेकिन यहां आपके पास r 𝜭 में व्यक्त स्ट्रेसेस r और r होंगे अब आपको यह पता लगाना होगा कि सीमा शर्तों को कैसे परिभाषित किया जाए आप जानते हैं मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि एक मुक्त सतह पर क्या होता है एक मुक्त सतह पर स्ट्रेस वेक्टर 0 होगा लेकिन स्ट्रेस टेंसर अभी भी मौजूद हो सकता है तो जब मेरे पास इस तरह की एक रेडियल लाइन होती है तो मैंने इसे रेडियल लाइन के रूप में कॉल करके क्लू दिया है कि इस रेखा पर स्ट्रेस का कौन सा घटक अनुमेय है चाहे वह r और इसके लिए आपको बेहद सावधान रहना होगा क्या यह r और है r रह सकता है नहीं रह सकता यह रेडियल लाइन है आपको यह नोट करना होगा तो इस समस्या के लिए सीमा शर्तें हैं r0 और 0 𝜭±𝜶 देखिए हम क्या करेंगे कि हम एक बहुत ही जेनेरिक एक्सप्रेशन लिखेंगे जेनेरिक एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम 𝜶𝝅 कर देंगे जिससे क्रैक की समस्या हो जाएगी और ध्यान रहे यहां हम अनंत पर क्या होता है इस बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं किताबें कहती हैं कि हम केवल उस जगह पर एक समान लोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं आपको केवल इस बात की चिंता है कि क्रैक फेसेस कैसी हैं क्रैक फेसेस फ्री है बस इतना ही आप निर्दिष्ट करते हैं इतना ही नहीं जब आप समाधान देखेंगे तो पाएंगे कि यह एक प्लेनर समस्या है समाधान स्वचालित रूप से आपको मोड I और मोड II के संयोजन के लिए ले जाएगा आइए अब हम पोलर कोआर्डिनेट्स में स्ट्रेस फंक्शन को संभालने के अपने बुनियादी सिद्धांतों को याद करे यदि स्ट्रेस फंक्शन ɸ दिया गया है तो आप rr लिख सकते हैं और rr 1r∂ ∂ r1r2∂ 2∂ 2 और हमने पहले ही r1f लिया हैं इसलिए जब मैं इसे स्थानापन्न करता हूं तो rr 1rf1r1r2 r1 f हो जाता है मुझे लगता है कि डबल प्राइम बहुत स्पष्ट नहीं है आपको इसे ध्यान से लिखना है f डबल प्राइम 𝜽 और हम यह भी जानते हैं कि का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और ∂2∂r21r1f दिया जाता है क्योंकि हमने पहले ही यह मान लिया है कि फी फंक्शन क्या है एक बार जब आप उसे जान लेते हैं और उसे यहां स्थानापन्न कर देते हैं तो आपको इस रूप की एक्सप्रेशन मिलती है हम शीयर स्ट्रेस r भी प्राप्त कर सकते हैं यह r ∂∂r1r∂∂ r2r1 फॉर्म में मिलता है देखिए हम किस पर सिमा शर्ते लिख रहे हैं हम और r पर एक बाउंड्री कंडीशन लिख रहे हैं और हम पहले से ही जानते हैं कि को 0 होना चाहिए जब 𝜶 निर्दिष्ट किया जाता है जब 𝜽 को 𝜶 के कुछ मान के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तो जब आप कहते हैं क्रैक फेस पर 0 है जिसका अर्थ इस एक्सप्रेशन से है ये क्वॉन्टिटीज़ 0 पर नहीं जा सकती हैं इसलिए जब मैं कहता हूँ कि 0 है तो इसका अर्थ है कि फंक्शन 𝜽 0 है दूसरी ओर जब मैं कहता हूँ कि r 0 है तो हमारे पास f प्राइम 𝜽 0 होगा बाउंड्री कंडीशंस इस प्रकार हम सीमा शर्तों को लिखने में उपयोग करेंगे और मैंने जो कुछ भी उल्लेख किया है उसका सारांश यहाँ दिया गया है क्रैक सतहों पर 0 के बराबर और r 0 के बराबर है यानी जब 𝜽 ± 𝜶 के बराबर होता है जब मैं 𝜶 कहता हूं तो यह अभी भी केवल एक वेज है अगर मैं 𝜶 को 𝞹 के बराबर कहूं तो यह क्रैक बन जाता है तो आप एक मामले में 0 के बराबर 𝜽 फ़ंक्शन प्राप्त करते हैं दूसरे मामले में फ़ंक्शन का पहला डिफरेंशियल 0 है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है आपको यह नोट करना होगा कि f एक आईगेन फंक्शन है और इन सभी समस्याओं के वर्ग में हम सबसे सामान्य समाधान इस प्रकार लिखते हैं ƛ के प्रत्येक मान के लिए एक संबंधित आईगेन फंक्शन प्राप्त करता है और सबसे सामान्य समाधान इन सभी समाधानों का योग है तो यह तरीका क्या गारंटी देती है आपको एक श्रृंखला समाधान मिलने जा रहा है और आप उस समय को भी देखेंगे जब विलियम ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने किस तरह से सीरीज समाधान पर विचार किया वह भी हमें देखना होगा यद्यपि इसे 1957 में विकसित किया गया था और लोग इसका उपयोग कुछ सीमावर्ती उत्तर लिखने के लिए करते हैं लोगों ने वास्तव में T स्ट्रेस की सराहना नहीं की है जिस पर हमें विचार करना होगा तो आप जो करने जा रहे हैं वह सबसे सामान्य समाधान है इन सभी अलग अलग समाधानों का योग और हम ईक्वेशन लिखेंगे आप जानते हैं जब मैं यह देखना चाहता हूं कि ɸ स्ट्रेस फंक्शन के लिए एक वैध कैंडिडेट है तो उसे बाय हार्मोनिक ईक्वेशन को पूरा करना होगा और यह बाय हार्मोनिक ईक्वेशन स्ट्रेस फंक्शन के संदर्भ में जो हमने लिया है d4fd4221d2fd22 12f0 हमने जो किया है हम जानते हैं कि हमने एयरी स्ट्रेस फंक्शन को कैसे लिया है आप इसे बाय हार्मोनिक समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और आपको इस तरह से अंतिम परिणामी समीकरण मिलता है तो इसे हल करके हम आईगेन मानों के साथ साथ आईगेन फ़ंक्शंस का पता लगाने में सक्षम होंगे और इसके लिए सबसे सामान्य समाधान fC1cos 1C2sin 1C3cos1C4sin1 है तो ƛ के प्रत्येक मान के लिए आपके पास एक समान गुणांक C i होगा और इन गुणांकों को सीमा स्थितियों से निर्धारित करना होगा और सबसे सामान्य समाधान सभी अलग अलग समाधानों का योग होगा और हमें क्या करना होगा हम पहले ही देख चुके हैं कि के 0 पर जाने का क्या अर्थ है r के 0 पर जाने का क्या अर्थ है अब हम यह मानेंगे कि हमारे पास f है तो हम f के साथ साथ f प्राइम 𝜽 को भी देखेंगे तब आपको मूल समीकरण मिलते हैं उस से आप कैरेक्टरिस्टिक समीकरण लिखिए आईगेन मान ज्ञात कीजिए इसी तरह हम आगे बढ़ने वाले हैं यह समीकरणों की प्रणाली को हल करने का एक बहुत ही मानक तरीका है हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं लेकिन यदि आप प्रक्रिया का पालन करते हैं यदि आपके नोट्स में यह है तो आप बाद में इसकी समीक्षा करके सहज महसूस करेंगे कि आपने जो कुछ भी किया है वह गणितीय रूप से कठिन है इसलिए हम केवल सीमा शर्त लागू करेंगे मैं f को जीरो कहने जा रहा हु के लिए और ये एक्सप्रेशन लंबे हैं कृपया लिखने के लिए अपना समय लें मैं उन्हें आपके लिए पढ़ूंगा C1cos 1C2sin 1C3cos1C4sin10 और मैं जो करने जा रहा हूं वह है 𝜶 के बजाय मैं इसे 𝜶 बनाऊँगा sin पद चिन्ह बदलेगा cos टर्म वैसा ही रहेगा तो मेरी दूसरी एक्सप्रेशन है C1cos 1 C2sin 1C3cos1 C4sin10 तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम समाधान को समूहबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं पता करें कि कैसे ƛ का अनुमान लगाएं और फिर एक्सप्रेशन का सबसे सामान्य रूप लिखने का प्रयास करें फिर भी हमें यह नहीं मिला है कि ɸ का रूप क्या है हम गुणांक के साथ सबसे सामान्य फैशन में फ़ंक्शन ɸ लिखने की ओर जा रहे हैं उन गुणांकों को आपके प्रयोगात्मक मॉडल या आपके संख्यात्मक मॉडल से निर्धारित किया जाना है और अगली एक्सप्रेशन जो आपके पास है वह फ़ंक्शन f का पहला डिफरेंशियल 0 है जब 𝜽±𝜶 है हमने उन फेसेस को मुक्त माना है तो मेरे पास C1 1sin 1C2 1cos 1 C31sin1C41 cos10 और दूसरा समीकरण है C1 1sin 1C2 1cos 1C31sin1C41 cos10 अब आपको कुछ अलजेब्रिक मणिपुलेशंस करने हैं और आप उन्हें दो श्रेणियों में समूहित कर सकते हैं C1 और C3 और C2 और C4 से जुड़े समीकरणों का सेट यदि आप कुछ अलजेब्रिक मणिपुलेशंस करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद मुझे इस तरह के एक्सप्रेशन मिलते हैं तो अलजेब्रिक सरलीकरण के बाद मुझे क्या मिलता है आप इसे अलजेब्रिक सरलीकरण के रूप में लेते हैं अलजेब्रिक सरलीकरण के बाद यह सीधे इससे नहीं आएगा इसे केवल इस तरह लिखा जा सकता है तो मेरे पास मैट्रिक्स cos 1 cos1 1sin 1 1sin1 C1 C3 है और राइट हैंड साइड 0 है और आपके समीकरणों को हल करने की प्रणाली से जब आपके पास नॉन ट्रैवल समाधान के लिए होमोजिनियस समीकरण है तो आपको क्या करना है वह डिटर्मिनेन्ट 0 होना चाहिए यह निर्धारित करता है कि लैम्ब्डा का मान क्या होगा और जब आप डिटर्मिनेन्ट लिखते हैं तो यह इस तरह निकलता है आप जानते हैं कि यह बहुत लंबा दिखता है लेकिन अगर आप उन्हें ठीक से समूहित करते हैं तो आप एक सरल एक्सप्रेशन लिखने में सक्षम होंगे और आप इन दोनों में से इन 2 माइनस को गुणा करें तो यह एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है और इसे इस तरह से फिर से लिखा जा सकता है मेरे पास cos 1sin1 1cos1sin 1 है तो मेरे पास कुछ ऐसा है जैसे cos a sin b cos a sin b इसलिए जब मेरे पास ऐसा कुछ है तो मेरे लिए इसे और सरल बनाना संभव है मेरे पास यह सरलीकृत के रूप में है ƛ sin 2 𝜶 sin 2 ƛ 𝜶 0 आप जानते हैं कि आपको इसे cos a sin b cos b sin a के रूप में पढ़ना होगा क्योंकि ƛ 1 को लिया जाता है मान लीजिए कि मैं इसे b के रूप में लेता हूं मुझे कहना चाहिए कि यह cos b sin a के रूप में है तो यदि आप ट्रिगनोमेट्री से उस नियम का उपयोग करते हैं तो मैं इसे ƛ sin 2 𝜶 sin 2 ƛ 𝜶 0 के रूप में सरल बना सकता हूं मेरे पास एक्सप्रेशंस का एक और सेट होगा आप जानते हैं यह शर्तों का एक सेट है मुझे संबंधित C 1 और C 3 मिल गया है क्योंकि मुझे सभी चार गुणांकों को हल करने की आवश्यकता है और जब मैं गुणांक C 2 और C 4 को समूहित करता हूं तो मैं इस मूल समीकरण sin 1sin1 डाल सकता हूं और आपके पास 1cos 1 1cos1 मल्टीप्लय बाय C2 C4 है जो कि यहां जीरो है एक नॉन ट्रिवल समाधान के लिए आपको डिटर्मिनेंट को 0 पर जाना चाहिए और जिसे सरलीकरण के लिए सुविधाजनक तरीके से लिखा जा सकता है आप ƛ से जुड़े सभी टर्म्स को समूहित करते हैं और बस इसे निकाल देते हैं उस से उन सभी टर्म्स को समूहित करें आपके लिए इसे sin2sin20 के रूप में सरल बनाना संभव है तब तक देखें जब तक विकास एक वेज के लिए भी है अब हम क्या करेंगे हम स्थानापन्न करेंगे जब 𝜶 𝝅 में जाता है तो इस समीकरण का क्या होता है जब 𝜶 𝝅 में जाता है तो आप इन दोनों एक्सप्रेशंस से प्राप्त करते हैं यह वह एक्सप्रेशन है जिसे हमने देखा है प्रारंभिक एक्सप्रेशन ƛ sin 2 𝜶 थी तो इन दोनों एक्सप्रेशंस से आपको अंतिम एक्सप्रेशन sin 2 𝝅 ƛ 0 के बराबर मिलेगा तो इस समीकरण को हल करके आप आईगेन मान प्राप्त करने में सक्षम होंगे कैरेक्टरिस्टिक ईक्वेशन तो आइए देखें कि इस ईक्वेशन की रुट क्या हैं रुट है n2 n की सभी इंटिजर्स वैल्यू के लिए 01 2 हैं अब हमें यह पता लगाना होगा कि इनमें से कौन सी रूट्स स्वीकार्य हैं देखिए हम समाधान में गणितीय रूप से कठिन प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसके अंत में आपको जो भी समाधान मिलेगा वह पवित्र होगा और आप आराम कर सकते हैं कि गणित कठिन रहा है हम n2 के बराबर कहकर समाधान में नहीं कूद रहे हैं और मेरे पास n 01 2 रूट हैं आइए देखें कि n के बराबर 0 और रूट्स के नेगेटिव मानों के लिए क्या होता है और हमें जांच करनी होगी कि उनमें से कोई भी फिजिकली अस्वीकार्य परिणाम देता है या नहीं यदि वे फिजिकली अस्वीकार्य परिणाम देते हैं तो आपको उन्हें त्यागना होगा डिस्कशन ऑन अड्मिससिबल रूट्स n0 के लिए गणना किए गए डिस्प्लेसमेंट u r के सन्दर्भ में होंगे जो की बराबर है आप ध्यान दें हम पोलर कोऑर्डिनटस में काम कर रहे हैं तो आप u r और u 𝜽 प्राप्त करेंगे ur1rn2f1 है तो क्या होता है जब r 0 पर जाता है डिस्प्लेसमेंट अनबॉउंडेड होता है वास्तव में जब हम वेस्टरगार्ड समाधान पर चर्चा कर रहे थे स्ट्रेस क्षेत्र के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र देखा मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि क्रैक टिप पर स्ट्रेस सिंगुलर हो जाते हैं जबकि डिस्प्लेसमेंट बॉउंडेड होते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के नुमेरटर में r का केवल रुट उपलब्ध था अतः जब r 0 पर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 पर जाता है जबकि यदि आप नेगेटिव रूट्स स्वीकार करते हैं तो आप पाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट u r अनबॉउंडेड है इसलिए इसे त्यागना होगा मान लीजिए कि आप n 0 का मामला लेते हैं तो क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन ij1rf2 यह f2 है थीटा के कुछ अन्य फंक्शन और ij1rf3 है एक बार जब मैं सिग्मा और साथ ही स्ट्रेन को जान लेता हूं तो मैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का पता लगा सकता हूं और अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को देखता हूं तो यह dU1r2f2f3 होगा तो निहितार्थ क्या है मान लीजिए कि मैं एक बंद कंटोर लेता हूं अगर मैं इसे क्रैक टिप के आसपास के एक बंद क्षेत्र में इंटेग्रेट करता हूं तो इसका परिणाम यह होता है कि एक सीमित वॉल्यूम में ऊर्जा की अनंत मात्रा को संग्रहीत करना संभव होगा जो संभव नहीं है अगर यह संभव नहीं है तो हम क्या कहें हमें कहना चाहिए कि n 0 एक स्वीकार्य रूट नहीं है यही निष्कर्ष है तो अंत में आपको क्या मिलता है रूट्स केवल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमने मूल आईगेन समीकरण को देखा है और उसमें से आपको आईगेन मानों का पता लगाना होगा आपको जो कैरेक्टरिस्टिक समीकरण मिला है उसमें से आपको आईगेन मान प्राप्त करने होंगे और इन तर्कों के आधार पर हम पाते हैं कि मूल केवल पॉजिटिव इंटिजर्स हो सकते हैं मेरे पास सीमा की स्थिति है 2n n2 जहा n 1 2 3 के बराबर है आपके पास नेगेटिव रूट्स नहीं हो सकती हैं आपके पास 0 भी नहीं हो सकता है और जो आप पाते हैं वह यह है कि गुणांक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं अंतर्संबंध होता है जब n ऑड हो जब n 1 3 वगैरह के बराबर हो आपको C3n n 2n2C1n और C4n C2n है जब n इवन है वह n 2 4 6 के बराबर है मुझे C3n C1n और C4n n 2n2C2n है तो अब हमने जो समस्या ली है उसके लिए हम सबसे सामान्य रूप में एयरी स्ट्रेस फंक्शन का निर्माण करने के लिए तैयार हैं मुझे लगता है कि हम इसे अगली कक्षा में करेंगे तो इस कक्षा में हमने जो देखा वह था हमने सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरणों को देखा और मैंने वेस्टरगार्ड संशोधित वेस्टरगार्ड को देखकर बताया जो इरविन द्वारा किया गया था और फिर सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड अवलोकन का एक तरीका यह है कि सामान्यीकृत सूत्रीकरण पर जाकर आपको प्रयोग से डेटा एकत्र करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र मिलता है जिसकी व्याख्या की जा सकती है वेस्टरगार्ड के मामले में डेटा संग्रह का क्षेत्र बहुत छोटा है इरविन के मामले में क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है हायर आर्डर समाधान की स्थिति में यह थोड़ा और बड़ा हो जाता है जब आपने वेस्टरगार्ड समीकरण को सामान्यीकृत कर दिया है तो इसे अन्य दो मामलों में भी सरल बनाया जा सकता है इसलिए इसे सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरण कहते हैं लेकिन जो भी स्ट्रेसेस आपको मिला है वे बहुत ही भ्रामक लग रहे थे लेकिन हम उसे बाद में देखेंगे अगली कक्षा में हम जेनरलाइज़्ड वेस्टरगार्ड के साथ साथ विलियम के आईगेन फ़ंक्शन के बीच कुछ पहचान का पता लगाएंगे और हम उन्हें बंडल करके एक अच्छे अंदाज में रखेंगे